विपणन अनुसंधान और विश्लेषण के सत्र में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं अंतिम सत्र में हम मूल रूप से प्रयोग या कारण प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे कारण अनुसंधान के बारे में बात की दो बुनियादी भागों एक क्षेत्र प्रयोग है सही और दूसरा प्रयोगशाला प्रयोग सही है जहां अनुसंधान या प्रयोगशाला या मैदान पर किया जा रहा है एक सेट की तरह सही पर हमें सार्वजनिक डोमेन में बड़े पैमाने पर आपके देखने के लिए प्रयोग किया जाता है कि एक चर का प्रभाव कैसे है और वह कौन सा है आश्रित चर और स्वतंत्र चर चर के मूल रूप पर निर्भर है Y हम कहते हैं वह प्रभाव पर है और आश्रित स्वतंत्र चर X है तो यही कारण है कि कौन सा प्रभाव है और कौन सा प्रभाव सही है इसको जानते हैं आइए हम कहते हैं कि फिल्म की आय हमें यह बताती है कि आय किस तरह से प्रभावित होती है अभिनेताओं की अभिनेता लोकप्रियता से इसलिए हम इसे मापने की कोशिश कर रहे हैं और हम मान लेते हैं कि अभिनेता को बदलना राजस्व में बदलाव है या अगर आपको लगता है कि आपने देखा होगा सिटकॉम और यह सब कार्यक्रम मूल रूप से जहां धारावाहिक के बीच कुछ देर बाद अभिनेता में बदलाव है तो क्या होता है यह मूल रूप से ऐसा क्यों करता है कि वे यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें लगता है कि परिकल्पना है कि अगर हम इस अभिनेता को बदल देते हैं तो शायद हमारा कार्यक्रम बेहतर करेगा और वे इसमें अधिक कदम रखेंगे आप उपभोक्ताओं को कार्यक्रम और कार्यक्रम के लिए लोगों की रुचि के लिए अधिक नेत्रगोलक बढ़ेंगे और इसीलिए वे बदलने की कोशिश करते हैं और कभी कभी बोरियत तोड़ने में भी मदद करता है इसलिए हमने प्रायोगिक डिजाइन के साथ शुरुआत की थी हमने कहा कि हमारे पास जो पूर्व प्रायोगिक था वह एक शॉट केस अध्ययन है और यह नहीं एक सच्चा प्रायोगिक है जहाँ दोनों में बहाना था और बाद में दोनों को एक फायदा हुआ लेकिन तीसरा मूल रूप से जो हम अब चर्चा कर रहे हैं वह अर्ध प्रयोगात्मक है तो अर्ध क्या है प्रायोगिक और क्यों यह दूसरों से अलग है उदाहरण के लिए पूर्व प्रायोगिक और Quasi और दूसरों के बीच बुनियादी अंतर का वास्तविक प्रयोग यह है कि एक अर्ध मूल रूप से प्रयोग सही रूप से रेंडमाइजेशन या यादृच्छिकता का तत्व नहीं है यह यादृच्छिकता अर्ध प्रयोग में गायब है इसलिए यह क्या है इसे कैसे समझ सकते हैं हम कहते हैं कि ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ हम किसी को बेतरतीब ढंग से रखने की क्षमता नहीं रखते हैं क्योंकि वास्तव में प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ यह यादृच्छिककरण है एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपने क्षेत्र को कई स्तरों में विभाजित किया है और आप बेतरतीब ढंग से उर्वरक डालना चाहते हैं ताकि आप इसे यहां और यहां डाल सकें आप यहां नहीं डालना चाहते हैं इसलिए यह एक नियंत्रण समूह की तरह हो सकता है और यह आपका उपचार समूह हैतो यह बात अनुसंधान में बहुत सहायक है क्योंकि यह हमें यह पता लगाने में मदद करता है कि वास्तव में क्या हैउपचार का प्रभाव या उपचार द्वारा वास्तविक प्रभाव है या कोई प्रभाव नहीं है इन समूहों के बीच अंतर को मापना है इसलिए लेकिन अर्ध प्रयोगात्मक समूह कुछ ऐसा है जहां मैंने एक उदाहरण दिया है आप देखते हैं समय श्रृंखला और कई समय श्रृंखला उदाहरण देते हैं मान लीजिए आप जांचना चाहते हैं कि क्या होता है जब आप जानते हैं कि लोगों को अलग अलग दवा कि खुराक दी जाती है तो यह आपके लिए असंभव है जैसे हम कहते हैं कि मान लें कि हम कोई उपचार नहीं देंगे इसलिए यह संभव नहीं क्योंकि कारण अनैतिक है कि आप किसी को इलाज नहीं करने देंगे सिर्फ एक प्रयोग करने के लिए हम सही कर सकते हैं ताकि ऐसी स्थितियों में यह मुश्किल हो आप नहीं कर पा रहे हैं और उन मामलों में रैंडम प्रयोग सही कहा जाता है जो अर्ध प्रयोग अर्ध एकीकरण खेद के तहत आते हैं तो आइए हम इन दो मूल उदाहरणों को लें जैसा कि मैंने आपको एक कहा और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि जब आप एक उपचार हमेशा नहीं देते हैं तो यह संभव होता है आप रैंडम ढंग से कर सकते हैं जैसा कि यह कहता है कि देखो ये ये एक टाइम सीरीज़ की डिज़ाइन है जिसे उपचार के माध्यम से परीक्षण इकाइयों का यादृच्छिककरण आपने लिया है वर्गों में से एक है मान लीजिए कि आप उस व्यक्ति पर इसका परीक्षण करना चाहते हैं जिस पर आप प्रभाव देखना चाहते हैं विशेष रूप से दवा या लोगों की उम्र पर एक विशेष पदोन्नति यहीं सबसे बड़ी समस्या है मान लें कि हम उस पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं हम उस पर परीक्षण करने की कोशिश करते हैं आइए हम कहते हैं कि A एक व्यक्ति है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लें कि A एक विशेष आयु समूह से है जो कि 40 से 50 हम मान लेते हैं और हम यह देखना चाहते हैं कि यह 40 से 50 आयु 20 से 30 आयु से कैसे भिन्न होता है अब हम कहते हैं कि ठीक है कि यह समस्या किस तरह की है कि ऐसा माना जाता है कि अलग अलग लोगों को यह समझने की दो अलग अलग तरीके हैं बीस से तीस आयु लोग ऐसे हैं जिनका व्यवहार हालांकि हम उम्र वार कह रहे हैं भिन्न हैं लेकिन दो अलग अलग लोग हैं जिनकी विशेषताएं पूरी तरह से भिन्न हो सकती हैं लेकिन हमारे पास एक विकल्प नहीं है कि हमारे पास एक विकल्प क्यों नहीं है

अतः प्रायोगिक समूह के लिए अवलोकन क्या है और एक नियंत्रण समूह है क्या कह रहा है अगर नियंत्रण समूह सावधानी से इस डिजाइन का चयन किया जाता है तो मेरा एक सुधार हो सकता है हालांकि दोष बना रहेगा मैंने जो सही कहा आप उस व्यक्ति को उसकी उम्र तक वापस नहीं ले सकते समन्वयक 30 फिर से जब यह पहले से ही 40 है सरल समय श्रृंखला पर एक सुधार हो सकता है प्रयोग सही दो बार उपचार के प्रभाव का परीक्षण कर सकते हैं दिखावा उपायों के खिलाफ प्रायोगिक समूह में और नियंत्रण समूह के खिलाफ दिखावा उपायों प्रायोगिक समूह आपके पास वह पूर्व शर्त और पोस्ट की स्थिति थी जो वास्तव में सक्षम नहीं हो सकती है दोहराने के लिए लेकिन कम से कम हम यह पता लगा सकते हैं कि सबसे अच्छा संभव समाधान क्या है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं तो अर्ध एकीकरण क्वासी प्रयोग मूल रूप से ऐसे प्रयोग हैं जहां आपके पास ऐसा नहीं है यादृच्छिकता या यादृच्छिकता विशेषताओं के उपयोगकर्ता के लिए ठीक है चौथा यह इन पर आता है तीन जो कि रैंडमाइज्ड ब्लॉक राइट में आता है आइए देखते हैं कि एक सांख्यिकीय डिजाइन उदाहरण के लिए मूल रूप से एक श्रृंखला के लिए उपयोग किया जाता है बुनियादी अनुभव जो सांख्यिकीय नियंत्रण और चर के विश्लेषण के लिए अनुमति देते हैं और कि एक से अधिक स्वतंत्र चर का प्रभाव क्या हो सकता है मापा जाता है अब कृपया समझें जब आप एक तथ्यात्मक डिजाइन की तरह कुछ कहते सुनते हैं फैक्टरियल डिज़ाइन सही एक फैक्टोरियल डिज़ाइन एक कारक एक स्वतंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है वेरिएबल वन फैक्टर और कुछ नहीं बल्कि एक स्वतंत्र वैरिएबल है यदि आप फैक्टरियल डिज़ाइन कर रहे हैं या यहां तक कि एक लैटिन वर्ग जो कुछ भी नहीं है लेकिन जिस तरह की फैक्टरियल डिज़ाइन है हम जो करते हैं वह मूल रूप से एक से अधिक स्वतंत्र चर का प्रभाव क्या है हम बता सकते हैं स्वतंत्र चर कहिए कि आप यह मापना चाहते हैं कि आप यह देखना चाहते हैं कि नीचे स्कोर है या नहीं आप जानते हैं कि लिंग सही है और कड़ी मेहनत सही है पहले हमें एक लिंग लेने दें जिससे हम कहें एक व्यक्ति का स्कोर गणित में कितना स्कोरिंग है गणित का स्कोर या उदाहरण के लिए कोई स्कोर गणित स्कोर उदाहरण हम कहेंगे कि गणित के स्कोर पर लिंग का प्रभाव पड़ता है जिसका अर्थ है लड़कियों को जाने देना हम गणित के संदर्भ में कहते हैं कि हम कहते हैं कि लड़के गणित में लड़कियों की तुलना में बेहतर स्कोर करते हैं और यह हमें कहने दिया गया था अंग्रेजी या कुछ या ऐसा विषय जिसके साथ बहुत सारे सार और सिद्धांत की आवश्यकता होती है और आप जानते हैं कि तार्किक समझ आवश्यक है तो हो सकता है कि कोई लड़की बेहतर हो लेकिन गणित में हम कहते हैं कि मान लीजिए कि यह परिकल्पना है यह गलत भी हो सकता है कि लिंग एक प्रभाव करता है जिसका अर्थ है कि पुरुष जो हम कह रहे हैं वह है लड़कियों की तुलना में बेहतर स्कोर करने के लिए बेहतर है लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है कि लिंग में दो स्तर हैं पुरुष और महिला हैं और साथ ही हम कह रहे हैं कि हम परिश्रम की मात्रा या परिश्रम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या आप कह सकते हैं कि जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं वह किस स्कूल पब्लिक स्कूल निजी स्कूल में पढ़ रहा है इसलिए स्कूल सही है इसलिए जिस स्कूल में वे पढ़ रहे हैं वह भी हम एक सार्वजनिक माध्यम और राज्य माध्यम हमें सार्वजनिक या निजी कहना चाहिए क्योंकि मैं इस पर ध्यान नहीं देना चाहता इतना सार्वजनिक और निजी इसलिए जब मैं कर रहा हूं तो मैं स्कोर करने वाले लोगों के प्रभाव की जांच करना चाहता हूं यह महसूस करें कि मस्कट पर लिंग का प्रभाव दूसरा है स्कूल के प्रकार पर भी प्रभाव पड़ता है स्कोर लोगों को गणित में मिलता है इसलिए जब मैं यह कर रहा हूं तो मूल रूप से वही होता है जो आप जानते हैं जहाँ हम एक से अधिक स्वतंत्र चर का परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं यदि आपको याद है कि पिछले सत्र में हम विवादास्पद चर पर चर्चा कर रहे हैं चर जो मूल रूप से स्वतंत्र चर नहीं हैं लेकिन वे अभी भी चर हैं जो आपके द्वारा प्रयोग किए गए संपूर्ण या संपूर्ण अध्ययन को ठीक से प्रभावित करता है इसलिए मूल रूप से सांख्यिकीय डिजाइन को यादृच्छिकता में लाने के लिए किया गया है और इसमें एक सीमित संख्या में प्रयोगों की संख्या को कम करें सबसे आम सांख्यिकीय डिजाइन ठीक है यादृच्छिक वर्ग डिजाइन लैटिन वर्ग डिजाइन और भाज्य डिजाइन ठीक हैं हमें देखते हैं कि यह उपयोगी है जब केवल एक प्रमुख बाहरी चर जैसे कि स्टोर आकार प्रभावित हो सकता है आश्रित चर कह रहा है कि यादृच्छिक ब्लॉक में केवल एक कारक है डिजाइन आपके पास केवल एक कारक है जो आप ले रहे हैं कारक स्टोर का आकार हो सकता है स्टोर का आकार एक बड़ा स्टोर हो सकता है मध्यम आकार के स्टोर छोटे स्टोर सही हो सकते हैं जो प्रभाव डाल सकते हैं आइए हम यह कहें कि आश्रित चर जो उदाहरण के लिए बिक्री के लिए ठीक है जब आपके पास ऐसा हो स्टोर के आकार के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आप जिस तरह के ब्लॉक की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद हम यहाँ परीक्षा कर रहे हैं इकाइयाँ अवरुद्ध और समूह हैं और फिर उन्हें परीक्षण किया जाता है जिससे अवरोधक सुनिश्चित करता है कि शोधकर्ता पिछले विभिन्न प्रायोगिक और नियंत्रण समूहों का बाहरी रूप से मिलान किया जाता है चर सही तो मूल रूप से क्या हो रहा है अगर आप यादृच्छिक देखते हैं उदाहरण के लिए यह एक उपचार समूह है जो बुनियादी विज्ञापनों की तलाश करता है वाणिज्यिक ए बी सी अब हम कह रहे हैं संरक्षण मध्यम कम है और मूल रूप से संरक्षण का कोई मतलब नहीं है हम कह रहे हैं कि वाणिज्यिक पर प्रभाव पड़ता है एक दुकान की वफादारी पर अब क्या वफादारी है या संरक्षण हमारे आश्रित चर है इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि समीकरण कुछ ऐसा होगा कि यह P के बराबर है हम कहते हैं कि विशेषज्ञ अनुभव से वाणिज्यिक के प्रकार का प्लस बी वाणिज्यिक हो सकता है सही तो यह है कि हम जिस प्रकार के व्यवसायिक प्रयास कर रहे हैं उससे प्रभावित होने वाले संरक्षण प्रभावित हो रहे हैं इसे देखें तो यह एक ब्लॉक है यह दूसरा ब्लॉक है यह तीसरा ब्लॉक है लेकिन यह है एक यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन कभी कभी हम पहले भी उपयोग करते हैं जो इस स्लाइड में नहीं है कुछ हम पूरी तरह से यादृच्छिक डिजाइन कहते हैं जो यहां नहीं दिखाया गया है लेकिन बोर्ड पर एक पूरी तरह से यादृच्छिक डिजाइन कहा जाता है इस मामले में एक पूरी तरह से यादृच्छिक डिजाइन है जो केवल इस मामले में है मान लीजिए कि आपने एक भारी माध्यम छोड़ दिया है और कम हमें चौथे शब्द को भूल जाने दें और हमें यह कहने दें कि हम इसे लेते हैं विज्ञापनों में ठीक है कि हम एक बेतरतीब ढंग से डिजाइन में क्या करते हैं हम इसे लगाने की कोशिश करते हैं बेतरतीब ढंग से कुछ भी पहला abcacbbac सही है तो हम बेतरतीब ढंग से मान असाइन करें यह बहुत सरल है यह पूरी तरह से यादृच्छिक होने जा रहा इस पूर्वाग्रह से मुक्त सब कुछ अच्छा है लेकिन यहाँ समस्या यह है कि जब आप पूरी तरह से यादृच्छिक करते हैं तो एक समस्या है कि दो तत्वों को एक बिंदु पर परीक्षण किया जा सकता है और शायद किसी अन्य तत्व की समान रूप जांच नहीं की जाती है इसलिए असमान भार दिया जा सकता है ताकि चिंताजनक कारकों में से एक हो उच्च के लिए इसे देखें सभी के संदर्भ में एबीसी है लेकिन यहां दो हैं A का और यहाँ दो C का है इसलिए यह एक समस्या हो सकती है यादृच्छिक ब्लॉक डिज़ाइन आता है जहां यह किया गया था कि यादृच्छिक रूप से एक ब्लॉक बनाया और फिर वे ठीक से पूरी तरह से यादृच्छिक पहले ब्लॉक ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी द्वारा परीक्षण किए जाते हैं सा करने से एक पूर्ण ब्लॉक का परीक्षण किया जाता है उदाहरण के लिए दूसरा लैटिन स्क्वायर डिजाइन है जो बहुत करीब है वह फैक्टरियल डिज़ाइन के समान कह सकता है इसलिए यहाँ हम हेरफेर में सक्षम हैं बाहरी रूप से बाहरी बातचीत करने का स्वतंत्र चर सांख्यिकीय रूप से होता है शोधकर्ता दो गैर बाहरी गैर नियंत्रित करने में सक्षम है सांख्यिकीय रूप से दो गैर नियंत्रित अंतःक्रियात्मक प्रभाव से बाहरी चर का अंतःक्रिया करना पहले हमें इंटरेक्शन प्रभाव को समझने का मतलब है कि A B को प्रभावित करता है इस तरह से हम कहते हैं कि A B को प्रभावित करता है या BA से प्रभावित होता है AC B को प्रभावित करता है हालांकि ये स्वतंत्र रूप से एक साथ बी को प्रभावित कर सकते हैं जो तीसरी चीज हो सकती है A और C मिलकर B को प्रभावित करने का एक तरीका भी है कि हम इसे जीवन में कभी कभी क्यों कर रहे हैं ऐसा होता है कि दो चीजें जो कभी कभी आप तालमेल के संदर्भ में बात करते हैं वह भी सही है हम विज्ञान पर जाएं इसे एक प्रतिक्रिया की तरह समझते हैं जिसमें एक संलयन प्रतिक्रिया होती है जहां दो तत्व एक साथ मिल रहे हैं या कभी कभी यह भी हो सकता है कि बातचीत प्रभाव वास्तव में उनके मूल्यों को नकारात्मक है और समग्र प्रभाव को नीचे खींचना सही है इसलिए किसी एक से अधिक चर की उपस्थिति आम तौर पर होती है एक को इंटरेक्टिंग इफेक्ट्स इंटरैक्शन इफेक्ट्स के लिए परीक्षण करना चाहिए जो कि शोध में बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकांश शोध प्रकाशनों में और सभी देखेंगे कि शोधकर्ता विचरण के परीक्षण के लिए नहीं गए हैं कि वे आपके साथ बातचीत के लिए क्यों नहीं गए थे चर के प्रभाव की जाँच हैं तो यह है कि मूल रूप से समझने के लिए कुंजी एक शून्य है जैसा कि यह तब होता है जब आप और आपकी पत्नी वहां होते हैं और आपकी सास वहां मौजूद है और उनका स्वतंत्र रूप से आप पर प्रभाव पड़ता है लेकिन जब वे एक ही घर में एक साथ आने से प्रभाव या तो बहुत हानिकारक हो जाता है या बहुत ही हास्यप्रद हो जाता है इसलिए प्रत्येक अवरुद्ध चर को समान संख्या में ब्लॉक या स्तरों में विभाजित किया गया है तो आइए देखते हैं कि यह कैसा दिखता है यह लैटिन स्क्वायर एक लैटिन बनाने का सबसे सरल तरीका है वर्ग डिजाइन आप बस याद है कि इस तरह से बीएसी लगता है तो आप से शुरू है यहाँ CAB सही है तो CAB तो जो कुछ बचा है उसे फिर से यहाँ से शुरू करें ताकि मान लें कि आप करेंगे क्या आपके पास ठीक नहीं है लैटिन स्क्वायर का डिज़ाइन कैसे डिज़ाइन करें आप बस इस तरह याद रख सकते हैं अब A A B B A को दाईं ओर छोड़ें ताकि B C A A A C C को छोड़ दे ताकि आप बस यह कर सकें लैटिन वर्ग को डिज़ाइन करें ताकि जब आप ऐसा करते हैं तो हर आइटम को एक अवसर दिया जाए लैटिन स्क्वायर डिजाइन एक लैटिन स्क्वायर डिजाइन को अनुचित फैक्टरियल डिजाइन कहा जाता है कभी कभी यह होता है तो मूल रूप से यह कुछ भी नहीं है बल्कि एक तरह का एक फैक्टरियल डिज़ाइन है जो कि आपके द्वारा देखे गए प्रत्येक तत्व को एक प्रकार का समान अवसर दिया गया है इसलिए BAC CBA कुछ भी दोहराया नहीं जा रहा है इसलिए लैटिन स्क्वायर कि आवश्यकता मिल गई है कृपया समझें कि है नाम वर्ग यहाँ एक लैटिन वर्ग डिजाइन में आता है जब भी आप बनाते हैं तो आपको समान संख्या में पंक्तियों और स्तंभों को रखना पड़ता है तुम बनाओ तीन पंक्तियों फिर तीन स्तंभों चार पंक्तियों चार स्तंभों को दो स्तंभों को पांच पंक्तियों को पांच रंगों लेकिन आप इसे बहुत हद तक नहीं ले सकते क्योंकि परीक्षण अनाड़ी हो जाएगा और जटिल अब यह भी है कि यह वास्तव में एक बड़ा डिज़ाइन है जिसे आप जानते हैं दूसरों की तुलना में जो यहां हो रहा है उसका लाभ दो या अधिक के प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है विभिन्न स्तरों पर स्वतंत्र चर या कारक देखते हैं कि अन्य अध्ययनों में मूल लाभ है और प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं हम इन सांख्यिकीय डिजाइनों में लेबल को माप रहे थे तो हम कहते हैं कि लिंग के दो स्तर हैं एक महिला दो पुरुष को सही स्कूल कहें इसके दो स्तर थे 2 से 2 हो सकते हैं यह तीन स्तर सही हो सकता है इसलिए एक दो तीन हमें बताएं सरकार कुछ तो ठीक है एनजीओ चलाने वाले स्कूल हमें कहते हैं कि निजी स्कूल इतनी संख्या में हैं विभिन्न स्तरों पर लेबल्स के डिजाइन में फैक्टरियल डिज़ाइन आपको बेहतर बनाने में मदद करता है बातचीत प्रभाव मूल रूप से इतना है कि लैटिन वर्ग डिजाइन में बातचीत प्रभाव संभव नहीं था एक फैक्टरियल डिज़ाइन को एक कारक के प्रत्येक लेबल में एक दो कारक डिज़ाइन की तालिका के रूप में देखा जा सकता है चर एक पंक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और एक चर का प्रत्येक स्तर एक स्तंभ का प्रतिनिधित्व करता है तो क्या कह रहा है एक चर के प्रत्येक स्तर सही एक पंक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक स्तर एक कॉलम का प्रतिनिधित्व करता है अब उदाहरण के लिए बता दें कि यह एक फैक्टोरियल डिज़ाइन है यद्यपि यह बहुत समान दिखता है लेकिन लाभ यह है कि हर तत्व में एक समान अवसर दिया गया है एक अधिकार को एक समान रूप से समान अवसर दिया गया है डिज़ाइन क्या होता है बातचीत प्रभाव भी आता है और हर यादृच्छिककरण सही होता है यह यादृच्छिक रूप से यादृच्छिककरण कारक सिस्टम में खेलने के लिए आता है और यह प्रयोग करने और मूल्यों को प्राप्त करने में अधिक हो जाता है ताकि एक शोधकर्ता बेहतर हो सके आउटपुट एक फैक्टरियल डिज़ाइन का उपयोग करता है क्योंकि प्रत्येक कारक या प्रत्येक स्वतंत्र चर इसके स्तर के साथ तालिका के रूप में माना जा रहा है इसलिए यह वही है जो मूल रूप से प्रयोग के लिए हमारे पास था इसलिए यह समझने में सक्षम है कि इस प्रक्रिया के दौरान हम उस प्रयोग में थे जो समझते हैं कि प्रयोगात्मक डिजाइन के प्रकार क्या हैं और आपको ऐसा क्यों करना चाहिए प्रत्येक विपणक हर विपणन अनुप्रयोग में एक कारण की आवश्यकता होती है अनुसंधान और प्रयोग किसी भी क्षेत्र परीक्षण में इसकी आवश्यकता होती है तो ठीक है आइए देखें कि जब आप किसी प्रयोग को कर रहे हों आप समझें कि आप किसके लिए काम करने जा रहे हैं आपके नमूने क्या है नमूना और इसका मूल रूप से क्या अर्थ है इसका नमूना मूल रूप से हमें इसे आबादी के एक सच्चे प्रतिनिधि के रूप में समझना होगा इसलिए एक जनसंख्या का प्रतिनिधि है तो हमारे नमूने ठीक है मैं अभी संक्षेप में बताता हूं कि हम अगले सत्र में जारी रखेंगे इसलिए नमूने मूल रूप से किसी भी अध्ययन में यह समझने की आवश्यकता है कि आप पूरी आबादी को माप नहीं सकते मान लीजिए कि यह बोर्ड वह जनसंख्या है जिसे आप पूरी जनसंख्या को माप नहीं सकते हैं ताकि आप इसे देख सकें इससे बचें कि हमें एक नमूना लेने की आवश्यकता है जो वास्तव में इस बोर्ड का एक हिस्सा है नमूने के रूप में हिस्सा है जनसंख्या यह इस आबादी का प्रतिनिधित्व करती है और नमूना मूल रूप से यह बड़े समूह का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है इसका मतलब है कि एक नमूना बिल्कुल बताता है कि क्या यह वास्तव में आबादी को परिभाषित कर रहा है या नही हम जो करते हैं वह मूल रूप से हम नमूने और आबादी के बीच अंतर का पता लगाने की कोशिश करते हैं हम कहते हैं कि क्या नमूना वास्तव में जनसंख्या को समझा रहा है या जनसंख्या व्याख्या है जाहिर है आप सही लोगों का चयन करते हुए जनसंख्या को बड़ा नहीं कर सकते इसलिए जब हम हैं नमूने के बारे में बात करें एक नमूना विपणन अनुसंधान में एक व्यक्ति हो सकता है जिसे हम मूल्य के संदर्भ में स्पष्ट रूप से लेंगे लेकिन एक नमूना का मतलब यह नहीं है कि इसे लगाने का मेरा तरीका नहीं हो सकते हैं सही नमूना कुछ भी हो सकता है यह एक नमूना के रूप में हो सकता है एक उत्पाद भी हो सकता है इसलिए यह तत्वों की आबादी से है जो मशीनें या कुर्सियां या टेबल या हमें इस सूचक को कहने दें ताकि हम एक कंपनी को विनिर्माण से बाहर ले जा सकते हैं एक नमूना कुछ नमूने और परीक्षण क्या होना चाहिए मानक विनिर्देशों या नमूने की विशेषताओं और ये नमूने हैं या नहीं वास्तव में उन आवश्यकताओं को पूरा ठीक से परिभाषित करना और यदि हां तो हम वास्तव में कहते हैं दस अगर अच्छा नमूना है तो जनसंख्या वास्तव में बहुत अच्छी थी इसलिए हमारा नमूना मूल रूप से था आपको छोटे तरीके से पहचानने में मदद करता है कि जनसंख्या सही है या नहीं यह वही है जो मूल रूप से समझाया गया है लेकिन विपणन के संदर्भ में सही लोगों का चयन करना और सही लोगों की सही संख्या का चयन दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए नमूना कहता है आपको पहले हमें यह कहना होगा कि क्या आप एक अध्ययन का आयोजन कर रहे हैं मान लें कि आप जाँचना चाहते हैं कि इस मार्कर का उपयोग सही है कि क्या यह मार्कर अच्छा प्रभावी है या नहीं यह परीक्षण करने के लिए आप पूछ सकते हैं कोई भी सही लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए सबसे अच्छे लोग होंगे जो नियमित रूप से इसका सही उपयोग करना हैं हालाँकि उम्र एक कारक नहीं हो सकती लेकिन हाँ पेशा एक कारक हो सकता है यह निर्णय लेते हुए कि यह उत्पाद किस नमूने का उपयोग करना चाहिए जब आप इसे लेते हैं एक नमूना या पुल के रूप में पर्याप्त एक मुद्दे को समझते हैं नमूना एक सही नमूना होना चाहिए जो आपको चीज़ को समझाने में सक्षम होना चाहिए घटना और उसके बाद अगर आप केवल 10 लोगों के बारे में लेते हैं जो शायद उचित नहीं होंगे एक सच्ची प्रतिनिधि दर देने के लिए ऐसी स्थितियों में कुछ नमूने कितने आकार के होने चाहिए हम सही गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं इसलिए हम कहते हैं कि यह कैसे जेड स्कोर से है या मुझे लगता है कि यह दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता है कि हम जो करेंगे वह है Z एक्स माइनस के बराबर है इसलिए यह मानक त्रुटि है इसलिए इसके माध्यम से यह भी कि यह मूल या n के बराबर है यहाँ से हम यह भी पता लगा सकते हैं लेकिन कुछ नियम भी हैं अगले सत्र में आप नमूना कैसे समझें कि नमूना का उपयोग कैसे करें यदि आपको गलत नमूना मिलता है एक बड़ा स्पष्ट रूप से है कि आपका अध्ययन एक बेकार होगा और यह एक बेकार मिथ्या चित्रण होगा तो मुद्दा यह है कि आपको यह समझना होगा कि मेरा सही नमूना कौन सा है और कितने नमूने हैं एक शोधकर्ता के रूप में लिया जाना चाहिए या एक विपणन अनुसंधान अध्ययन में भी आपको सक्षम होना चाहिए समझें कि मुझे कितने नमूने लेने चाहिए